लोग आविष्कार क्यों करते हैं लोग आविष्कार क्यों करते हैं आविष्कार का अपना कारण है आविष्कार का अपना कारण है आविष्कार आपकी नौकरी के हिस्से के रूप में अचानक आ सकते हैं आविष्कार आपकी नौकरी के हिस्से के रूप में अचानक आ सकते हैं यह आपके शौक के परिणाम सकते हैं जो इसका आनंद हिस्सा होता है या यह किसी के दर्द को दूर करने के परिणामस्वरूप आ सकता है यह आपके शौक के परिणाम सकते हैं जो इसका आनंद हिस्सा होता है या यह किसी के दर्द को दूर करने के परिणामस्वरूप आ सकता है हल करने के लिए एक समस्या होती है और आप समस्या को हल करते हैं हल करने के लिए एक समस्या होती है और आप समस्या को हल करते हैं तो एक आविष्कार आपकी एक समस्या भी हल करते हैं तो एक आविष्कार आपकी एक समस्या भी हल करते हैं आविष्कार किसी शोध का परिणाम भी हो सकता है आविष्कार किसी शोध का परिणाम भी हो सकता है और वे चीजें जो अचानक खोजी जाती हैंउनका आविष्कार संयोग का परिणाम भी हो सकता है और वे चीजें जो अचानक खोजी जाती हैंउनका आविष्कार संयोग का परिणाम भी हो सकता है पेटेंट कराने के अपने कारण भी हैं पेटेंट कराने के अपने कारण भी हैं सभी आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं हैं सभी आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं हैं हम जानते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के अन्य रूप हैं जो विचारों और विचारों की अभिव्यक्ति की रक्षा करते हैं हम जानते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के अन्य रूप हैं जो विचारों और विचारों की अभिव्यक्ति की रक्षा करते हैं और सभी आविष्कारों को पेटेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है और सभी आविष्कारों को पेटेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे ऐसे आविष्कार हो सकते हैं जो अधिकारों के अन्य साधनों द्वारा संरक्षित किए जा सकते हैं या वे ऐसे आविष्कार हो सकते हैं जिनके सरंक्षण की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वे ऐसे आविष्कार हो सकते हैं जो अधिकारों के अन्य साधनों द्वारा संरक्षित किए जा सकते हैं या वे ऐसे आविष्कार हो सकते हैं जिनके सरंक्षण की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इसलिए छोटे सुधार या छोटे बदलाव जो पेटेंट अनुदान की योग्यता नहीं रखते हैं उन्हें पेटेंट कराने की आवश्यकता नहीं है इसलिए छोटे सुधार या छोटे बदलाव जो पेटेंट अनुदान की योग्यता नहीं रखते हैं उन्हें पेटेंट कराने की आवश्यकता नहीं है इसलिए सभी आविष्कार पेटेंट नहीं हैं और सभी आविष्कारों को पेटेंट की आवश्यकता नहीं है इसलिए सभी आविष्कार पेटेंट नहीं हैं और सभी आविष्कारों को पेटेंट की आवश्यकता नहीं है आविष्कार की उपयोगिता एक आवश्यकता है जिसे भारतीय पेटेंट में औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम के रूप में संदर्भित किया जाता है कि आविष्कार औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम होना चाहिए आविष्कार की उपयोगिता एक आवश्यकता है जिसे भारतीय पेटेंट में औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम के रूप में संदर्भित किया जाता है कि आविष्कार औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम होना चाहिए जिससे हमारा मतलब है कि एक आविष्कार मास्क संरक्षण करने में सक्षम होना चाहिए जिससे हमारा मतलब है कि एक आविष्कार मास्क संरक्षण करने में सक्षम होना चाहिए आपको इसकी कई प्रतियां बनाने में सक्षम होना चाहिए आपको इसकी कई प्रतियां बनाने में सक्षम होना चाहिए इसलिए पेटेंट करने से पहले आप देखेंगे कि क्या इसके लिए बाजार है जिसका अर्थ है कि पेटेंटिंग एक व्यावसायिक प्रस्ताव है इसलिए पेटेंट करने से पहले आप देखेंगे कि क्या इसके लिए बाजार है जिसका अर्थ है कि पेटेंटिंग एक व्यावसायिक प्रस्ताव है पेटेंटिंग में अग्रिम लागतें हैं जो कभी कभी पर्याप्त होती हैं और यदि आप पेटेंट को कई न्यायालयों में ले जाना चाहते हैं उदाहरण के लिए आप दुनिया भर में पेटेंट दाखिल करना चाहते हैं और प्रमुख न्यायालयों को कवर करना चाहते हैं तो यह एक महंगी प्रक्रिया होगी पेटेंटिंग में अग्रिम लागतें हैं जो कभी कभी पर्याप्त होती हैं और यदि आप पेटेंट को कई न्यायालयों में ले जाना चाहते हैं उदाहरण के लिए आप दुनिया भर में पेटेंट दाखिल करना चाहते हैं और प्रमुख न्यायालयों को कवर करना चाहते हैं तो यह एक महंगी प्रक्रिया होगी तो आप या आविष्कारक आम तौर पर अग्रिम लागत को देखेंगे यह सिर्फ फाइलिंग लागत नहीं है बल्कि इसका मतलब उस लागत से भी हो सकता है जो पेटेंट होने के बाद अंततः आगे बढ़ती है तो आप या आविष्कारक आम तौर पर अग्रिम लागत को देखेंगे यह सिर्फ फाइलिंग लागत नहीं है बल्कि इसका मतलब उस लागत से भी हो सकता है जो पेटेंट होने के बाद अंततः आगे बढ़ती है और अगर इसमें अग्रिम लागत भी शामिल होती है तो पेटेंट प्राप्त करने की लागत और अभियोजन लागत होती है और अगर इसमें अग्रिम लागत भी शामिल होती है तो पेटेंट प्राप्त करने की लागत और अभियोजन लागत होती है क्योंकि पैटर्न को 20 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाना चाहिएइसलिए रखरखाव की लागत और हर साल नवीकरण शुल्क का भी भुगतान भी इसमें शामिल करना होगा क्योंकि पैटर्न को 20 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाना चाहिएइसलिए रखरखाव की लागत और हर साल नवीकरण शुल्क का भी भुगतान भी इसमें शामिल करना होगा इसलिए पेटेंटिंग एक ऐसी चीज है जो आप लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर करेंगे इसलिए पेटेंटिंग एक ऐसी चीज है जो आप लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर करेंगे इसलिएयह तय करने से पहले कि क्या किसी अविष्कार का पेटेंट कराया जाना चाहिए आपको एक लागत लाभ विश्लेषण करने की आवश्यकता है इसलिएयह तय करने से पहले कि क्या किसी अविष्कार का पेटेंट कराया जाना चाहिए आपको एक लागत लाभ विश्लेषण करने की आवश्यकता है इससे पहले हमारे पास एक आवश्यकता के रूप में एक आविष्कारशील कदम था इससे पहले हमारे पास एक आवश्यकता के रूप में एक आविष्कारशील कदम था आप कह सकते हैं कि आविष्कारशील कदम की आवश्यकता किसी चीज को पेटेंट कराने के लिए पेटेंट की दूसरी आवश्यकता है आप कह सकते हैं कि आविष्कारशील कदम की आवश्यकता किसी चीज को पेटेंट कराने के लिए पेटेंट की दूसरी आवश्यकता है इससे पहले भारत ने आविष्कारशील कदम आवश्यकता की शुरुआत की थी इससे पहले भारत ने आविष्कारशील कदम आवश्यकता की शुरुआत की थी चीजें बहुत सरल हुआ करती थीं चीजें बहुत सरल हुआ करती थीं वे इसे नई और उपयोगी आवश्यकता बताते थे वे इसे नई और उपयोगी आवश्यकता बताते थे अब नई और उपयोगी आवश्यकता की पुरानी परिभाषा निर्माण के तरीके के आसपास केंद्रित थी अब नई और उपयोगी आवश्यकता की पुरानी परिभाषा निर्माण के तरीके के आसपास केंद्रित थी यूनाइटेड किंगडम भी विकसित किए गए जिन्हें वैधीकरण परीक्षण कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम भी विकसित किए गए जिन्हें वैधीकरण परीक्षण कहा जाता है चाहे निर्माण का परिणाम एक प्रतिशोधी या एक बिक्री योग्य उत्पाद हो चाहे निर्माण का परिणाम एक प्रतिशोधी या एक बिक्री योग्य उत्पाद हो इसका सीधा संबंध इस तथ्य से था कि आप जो आविष्कार कर रहे हैं वह बेचने योग्य होना चाहिए इसका सीधा संबंध इस तथ्य से था कि आप जो आविष्कार कर रहे हैं वह बेचने योग्य होना चाहिए इसलिए पेटेंटिंग के अपने कारण हैं इसलिए पेटेंटिंग के अपने कारण हैं यह भी तथ्यपूर्ण होना चाहिए कि क्या पेटेंट के प्रयासों से वास्तव में राजस्व प्राप्त हो सकता है यह भी तथ्यपूर्ण होना चाहिए कि क्या पेटेंट के प्रयासों से वास्तव में राजस्व प्राप्त हो सकता है उपयोगिता आविष्कार को व्यवसाय से जोड़ती है उपयोगिता आविष्कार को व्यवसाय से जोड़ती है क्योंकि जब एक बार उपयोगिता प्रदर्शित हो जाती है और इसे कई प्रतियों में बनाया जा सकता है तो आप आविष्कार की नकल कर सकते हैं आप कई प्रतियों में एक आविष्कार की नकल क्यों करेंगे क्योंकि जब एक बार उपयोगिता प्रदर्शित हो जाती है और इसे कई प्रतियों में बनाया जा सकता है तो आप आविष्कार की नकल कर सकते हैं आप कई प्रतियों में एक आविष्कार की नकल क्यों करेंगे क्योंकि बाजार में इसकी काफी मांग है क्योंकि बाजार में इसकी काफी मांग है उपयोगिता भाग पेटेंट परीक्षा के औद्योगिक अनुप्रयोग भाग के लिए सक्षम होता है जो हमें बताता है कि एक आविष्कार की मांग हो सकती है और यह पेटेंट कानून और व्यापार के बीच संपर्क लाता है उपयोगिता भाग पेटेंट परीक्षा के औद्योगिक अनुप्रयोग भाग के लिए सक्षम होता है जो हमें बताता है कि एक आविष्कार की मांग हो सकती है और यह पेटेंट कानून और व्यापार के बीच संपर्क लाता है इसलिए अंत में पेटेंटिंग करने का निर्णय लेने से पहले एक व्यावसायिक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या आविष्कार का पेटेंट कराया जाना चाहिए एक लागत लाभ विश्लेषण करना चाहिए या किसी अन्य तरीके से एक व्यावसायिक योजना बनानी चाहिए इसलिए अंत में पेटेंटिंग करने का निर्णय लेने से पहले एक व्यावसायिक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या आविष्कार का पेटेंट कराया जाना चाहिए एक लागत लाभ विश्लेषण करना चाहिए या किसी अन्य तरीके से एक व्यावसायिक योजना बनानी चाहिए उल्लंघन के कार्य यह पेटेंट और व्यवसाय के बीच का संबंध पता करने का एक तरीका है उल्लंघन के कार्य उल्लंघन के एक अधिनियम के रूप में निर्मित होते हैं उल्लंघन के कार्य यह पेटेंट और व्यवसाय के बीच का संबंध पता करने का एक तरीका है उल्लंघन के कार्य उल्लंघन के एक अधिनियम के रूप में निर्मित होते हैं अगर कोई व्यक्ति एक आविष्कार का निर्माण करता है जो एक पेटेंट द्वारा कवर किया जाता है तो आपको उस व्यक्ति को रोकने का अधिकार हैयदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे आविष्कार को बेचता है या ऐसे आविष्कार का विपणन करता है जो एक पेटेंट द्वारा कवर किया जाता है तो आपके पास उस व्यक्ति को रोकने का अधिकार है अगर कोई व्यक्ति एक आविष्कार का निर्माण करता है जो एक पेटेंट द्वारा कवर किया जाता है तो आपको उस व्यक्ति को रोकने का अधिकार हैयदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे आविष्कार को बेचता है या ऐसे आविष्कार का विपणन करता है जो एक पेटेंट द्वारा कवर किया जाता है तो आपके पास उस व्यक्ति को रोकने का अधिकार है तो आपके पास उल्लंघन को रोकने का अधिकार है तो आपके पास उल्लंघन को रोकने का अधिकार है आप उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकते हैं आप उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकते हैं और उल्लंघन के सभी कार्य वास्तव में व्यावसायिक गतिविधियां हैं और उल्लंघन के सभी कार्य वास्तव में व्यावसायिक गतिविधियां हैं वे वाणिज्यिक गतिविधि हैं वे वाणिज्यिक गतिविधि हैं तो आप एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में पेटेंटिंग के बीच जुड़ाव देख पाएंगे तो आप एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में पेटेंटिंग के बीच जुड़ाव देख पाएंगे चूंकि यह स्वाभाविक रूप से व्यापार से जुड़ा हुआ है इसलिए यह एक व्यवसायिक निर्णय है जिसमें एक आविष्कारक पैसे निवेश करते हुए देखता है कि क्या उस धन के लिए संभावित रिटर्न होगा जो वह निवेश करता है चूंकि यह स्वाभाविक रूप से व्यापार से जुड़ा हुआ है इसलिए यह एक व्यवसायिक निर्णय है जिसमें एक आविष्कारक पैसे निवेश करते हुए देखता है कि क्या उस धन के लिए संभावित रिटर्न होगा जो वह निवेश करता है पेटेंट करने का परिणाम चाहे एक नया आविष्कार हो उद्योग हो या बाजार हो पेटेंट करने का परिणाम चाहे एक नया आविष्कार हो उद्योग हो या बाजार हो ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जहां यह आविष्कार एक नए उद्योग या बाजार के निर्माण से संबंधित है ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जहां यह आविष्कार एक नए उद्योग या बाजार के निर्माण से संबंधित है यह अब सच नहीं हो सकता है लेकिन शुरूआत में यदि आविष्कार से नए उद्योग या बाजार का निर्माण होता थातो उसे पेटेंट दिया जाता था यह अब सच नहीं हो सकता है लेकिन शुरूआत में यदि आविष्कार से नए उद्योग या बाजार का निर्माण होता थातो उसे पेटेंट दिया जाता था आविष्कार नए बाजार बना सकते हैं आविष्कार नए बाजार बना सकते हैं आविष्कार मौजूदा समस्याओं के समाधान की पेशकश कर सकते हैं आविष्कार मौजूदा समस्याओं के समाधान की पेशकश कर सकते हैं आविष्कार एक मौजूदा समस्या को फिर से परिभाषित कर सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं आविष्कार एक मौजूदा समस्या को फिर से परिभाषित कर सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं और आविष्कार भी एक नई समस्या की पहचान और हल कर सकते हैं और आविष्कार भी एक नई समस्या की पहचान और हल कर सकते हैं यह आपको बताता है कि पेटेंट मसौदा तैयार करने में काफी संभावना होती है क्योंकि यदि आप किसी मौजूदा समस्या के समाधान के रूप में एक आविष्कार का मसौदा तैयार करते हैं तो यह तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करेगा जिसे हमने पहले कवर किया था और यह आपके आविष्कार को एक पेटेंट योग्य आविष्कार के रूप में भी क्वालिफ़ाई करेगा यह आपको बताता है कि पेटेंट मसौदा तैयार करने में काफी संभावना होती है क्योंकि यदि आप किसी मौजूदा समस्या के समाधान के रूप में एक आविष्कार का मसौदा तैयार करते हैं तो यह तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करेगा जिसे हमने पहले कवर किया था और यह आपके आविष्कार को एक पेटेंट योग्य आविष्कार के रूप में भी क्वालिफ़ाई करेगा यदि आप किसी मौजूदा समस्या को फिर से परिभाषित करते हैं और उसे हल करते हैं तो आपके पास अभी भी एक और तरीका है जिससे आप यह दिखा सकते हैं कि आपके आविष्कार में एक आविष्कारशील कदम शामिल है है यदि आप किसी मौजूदा समस्या को फिर से परिभाषित करते हैं और उसे हल करते हैं तो आपके पास अभी भी एक और तरीका है जिससे आप यह दिखा सकते हैं कि आपके आविष्कार में एक आविष्कारशील कदम शामिल है है और यदि आप एक ब्रांड नई समस्या को पहचानते हैं और हल करते हैं तो आपके पास यह दिखाने का एक और तरीका है कि आपके आविष्कार में एक आविष्कारशील कदम शामिल है और यदि आप एक ब्रांड नई समस्या को पहचानते हैं और हल करते हैं तो आपके पास यह दिखाने का एक और तरीका है कि आपके आविष्कार में एक आविष्कारशील कदम शामिल है इन 3 में जो चीज साँझी है वह यह है कि एक समस्या है जो आविष्कार द्वारा हल की जा रही है इन 3 में जो चीज साँझी है वह यह है कि एक समस्या है जो आविष्कार द्वारा हल की जा रही है इसलिए समस्या जो आविष्कार को हल करती है महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि यदि पेटेंट कार्यालय आविष्कारशील कदम पर यह आपत्ति उठता है कि आविष्कार में एक आविष्कारशील कदम का अभाव है क्योंकि यह एक कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट कला हैतो यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक इस आपत्ति पर काबू पा सकते हैं इसलिए समस्या जो आविष्कार को हल करती है महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि यदि पेटेंट कार्यालय आविष्कारशील कदम पर यह आपत्ति उठता है कि आविष्कार में एक आविष्कारशील कदम का अभाव है क्योंकि यह एक कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट कला हैतो यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक इस आपत्ति पर काबू पा सकते हैं इसलिए जब आप कहते हैं कि एक समस्या थी और आपके आविष्कार ने उस समस्या को हल कर दिया तो आप आविष्कारशील कदम की संभावित आपत्तियों पर काबू पा सकते थे क्योंकि आपके द्वारा हल की गई समस्या उद्योग में मौजूद थी और किसी और ने हल नहीं की इसलिए जब आप कहते हैं कि एक समस्या थी और आपके आविष्कार ने उस समस्या को हल कर दिया तो आप आविष्कारशील कदम की संभावित आपत्तियों पर काबू पा सकते थे क्योंकि आपके द्वारा हल की गई समस्या उद्योग में मौजूद थी और किसी और ने हल नहीं की क्योंकि आपने कुछ ऐसा हल किया जो दूसरे नहीं कर सकते आप यह तर्क दे सकते हैं कि आपका आविष्कार आसान नहीं था क्योंकि आपने कुछ ऐसा हल किया जो दूसरे नहीं कर सकते आप यह तर्क दे सकते हैं कि आपका आविष्कार आसान नहीं था